हैलो और हमारे आज के व्याख्यान मैकेनोबयलॉजी का परिचय में आपका स्वागत है पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने विशेष रूप से 3 अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रवास के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा की थी मेसेंचिमल माइग्रेशन के कुछ उदाहरण और कैसे ऐक्टिन मेसेंचिमल माइग्रेशन को आगे बढ़ाता है एम्बेबियाल माइग्रेशन पर एक अध्ययन और सामूहिक सेल माइग्रेशन पर एक और अध्ययन है पिछले व्याख्यान में जहां मैं नेता और अनुयायी कोशिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया था और जब आप पैटर्न क्षेत्रों के भीतर एपीथेलियल कोशिकाओं को सीमित करते हैं तो इस घटना सुसंगत कोणीय रोटेशन कहा जाता है इसलिए रीडिंग असाइनमेंट के भाग के रूप में मैं आपसे इन 2 पेपरों का संदर्भ लेना चाहता हूं पहला पीएनएएस पेपर था जिसमें हमने अध्ययन के लिए स्टेंसिल के घाव भरने में उपयोग और इस दूसरे पेपर के बारे में चर्चा की जहां मैंने सिर्फ सुसंगत कोणीय रोटेशन के बारे में बताया इस पेपर को बहुत विस्तार से जाना यह कहते हुए मैं अब गियर स्विच करूंगा और पलायन से हमारी चर्चा बंद करो और सेल व्यवहार के कुछ अन्य पहलुओं पर चचाॅ करूंगा विशेष रूप से मैं स्टेम सेल के व्यवहार या स्टेम सेल मैकेनोबयलॉजी के साथ शुरू करूंगा और अगले 2 सप्ताह में बीमारियों के मैकेनोबयलॉजी पर जाऊंगा तो ऐसे कहते हुए आज हम STEM कोशिकाओं के मैकेनोबयलॉजी के बारे में चर्चा शुरू करेंगे स्टेम सेलस क्या हैं स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं हैं जो अंतर या डिफरेंटशिएट कर सकती हैंयहां सेल स्टेम सेल के 2 पहलू हैं पहला पहलू वे अपने स्वयं के अधिक प्रकार को उत्पन्न करने के लिए स्वयं को नवीनीकृत या विभाजित कर सकते हैं और दूसरा वे विभिंन ऊतकों की विशेष कोशिकाओं में डिफरेंटशिएट कर सकते है स्तनधारियों के मामले में आपके पास मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्टेम कोशिकाएँ होती हैं भ्रूण स्टेम कोशिकाएँ और वयस्क स्टेम कोशिकाएँAdult STEM cells ESCs कोशिकाएं होती हैं जो ब्लास्टोसिस्ट से अलग या आइसोलेट किया जाता है तो ये भ्रूण स्टेम सेल इनहें ब्लास्टोसिस्ट से अलग किया गया हैं और इन लोगों को प्लुरिपोटेंट कहा जाता है क्योंकि वे एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म की कोशिकाएं को उत्पन्न कर सकते हैं तो भ्रूण स्टेम सेल सभी विभिन्न जॅम परतों के सभी कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन भ्रूण स्टेम सेल के बारे में कुछ नैतिक मुद्दा है तो नैतिक मुद्दा क्या है आपके पास ये कोशिकाएं हैं जिन्हें एक भ्रूण से अलग किया जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट चरण से कोशिकाओं को अलग करके आप वास्तव में उस जीव को मार रहे हैं यह नैतिक मुद्दा और यह प्राथमिक समस्या है कि क्यों भ्रूण स्टेम कोशिकाओं को पुनर्योजी चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए ज्यादा उपयोग नहीं मिला इसके विपरीत आपके पास वयस्क स्टेम सेल हैं ये स्टेम कोशिकाएँ कई स्थानों पर निवास करती हैं और आपके पास वयस्क स्टेम कोशिकाओं बोन मैरो bone marrowसे एडिपोज ऊतक और आप उन्हें रक्त से भी अलग कर सकते हैं या जन्म के ठीक बाद गर्भनाल से अलग कर सकते हैं तो वयस्क स्टेम कोशिकाओं का लाभ यह है कि आपके पास ये नैतिक बाधाएं नहीं हैं और आप सिद्धांत रूप में कर सकते हैं चूँकि ये कोशिकाएँ ऑटोलॉगस हैं आप अपने शरीर से कोशिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग बैंकिंग के लिए भी कर सकते हैं ताकि आप इसे भविष्य में होने वाली सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए उपयोग कर सकें और साथ ही कोशिकाओं को रीइंजीनियर करें और उन्हें दिए गए सेल प्रकारों में अंतर करने के लिए फिर से अपने शरीर में वापस रीइंजेक्शन लगा सकें ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ग्रहण नहीं करेंगी क्योंकि वे आपके शरीर से हैं यह पुनर्योजी चिकित्सा का वादा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं यदि आप ES स्टेम सेल की तुलना वयस्क स्टेम सेल से करते हैं तो आपके पास अलग ES कोशिकाओं मिलेगी ESCs को प्लुरिपोटेंट कहा जाता है उन्हें प्लुरिपोटेंट कहा जाता है क्योंकि उनमें किसी भी ३ सेल परतों में डिफरेंटशिएट करने की क्षमता होती है वे 3 जर्म परतों की कोशिकाओं में डिफरेंटशिएट करने की क्षमता रखते हैं जो एंडोडर्म हैं इसका मतलब है कि पेट फेफड़े वगैरह मेसोडर्म जो मांसपेशियों हड्डी वगैरह या एक्टोडर्म हैं जिसमें एपिडर्मल और तंत्रिका ऊतक शामिल हैं ECS प्लुरिपोटेंट हैं आपके पास वयस्क स्टेम सेल हैं जो की तुलना में उन्हें मल्टीपोटेंट कहा जाता है सभी अलग अलग सेल प्रकारों में अंतर करने की उनकी क्षमता संभव नहीं है उदाहरण के लिए यदि आपके पास हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल है तो HSC हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल के लिए है तो यह सभी रक्त कोशिका के प्रकारों को जन्म दे सकता है जैसे लिम्फोसाइट मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल सहित लेकिन यह एक हड्डी कोशिका को जन्म नहीं दे सकता है तो इसे मल्टीपोटेंट कहा जाता है औरप्लुरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट के तुलना में आपके पास एक और मामला है जिसे टोटिपोटेंट कहा जाता है और उदाहरण ज़िगोटे Zygoteहै ये आपके स्पर्म सेल को भी जन्म दे सकते हैं तो यह टोटपोटेंसी है इसके अलावा जिस तरह से स्टेम सेल पदानुक्रम को शुरू में देखा गया और लोगों ने हमेशा सोचा था कि इस स्टेम सेल से आप जो वृद्धि करते हैं आपके पास ये चक्र हैं जो स्वयं को नवीनीकृत या अंतर कर सकता है यह सुझाव देते हुए कि आप केवल इस दिशा या नीचे की दिशा में पेड़ को पार कर सकते हैं लेकिन इसे यमनका Yamanaka शिन्या यामानाका के सेमिनल कार्य द्वारा बहुत हाल ही में बदल दिया गया इसलिए उन्होंने दिखाया कि आप प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को उत्परिवर्तित कर सकते हैं संक्षेप में जिन्हें वे iPS कोशिकाएँ कहते हैं iPS कोशिकाएं क्या हैं वे रिप्रोग्राम हो सकते हैं आप एक फ़ाइब्रोब्लास्ट की तरह एक समाप्त विभेदित सेल ले सकते हैं और मूल स्टेम सेल उत्पन्न करने के लिए इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं ये पुन प्रोग्राम किए जाते हैं जहां परिपक्व कोशिकाओं को प्लुरिपोटेंट बनने के लिए पुन प्रोग्राम किया जाता है इस iPS तकनीक की ताकत क्या है क्योंकि सिद्धांत रूप में आप वयस्क ऊतकों से iPS कोशिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं तो यह न केवल भ्रूण की आवश्यकता को दरकिनार करता है बल्कि इसे एक रोगी मिलान तरीके से बनाया जा सकता है तो इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक रोगी अपने स्वयं के प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल लाइन को उत्पन्न कर सकता है और यह व्यक्तिगत चिकित्सा की सुंदरता है IPSCs का दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि आप उन बीमारियों को अनुकरण कर सकते हैं जो प्रकट होने के लिए लंबी अवधि का समय लेते हैं और iPSCs का उपयोग करके इन विट्रो में अध्ययन नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी वे उस चरण से बहुत दूर हैं जो आप व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए चिकित्सीय रूप से iPS कोशिकाओं के इंजीनियरिंग के बारे में सोच सकते हैं तो यह स्टेम कोशिकाओं के लिए एक व्यापक परिचय है अब आम तौर पर अगर आप इन विभिन्न प्रकार के सभी कोशिकाओं को देखते हैं तो एक मांसपेशियों की कोशिका अधिक लम्बी होती है फैट सेल यह एक फैट सेल एक वसा कोशिका एक मांसपेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिकाका आकार है बनाम एक हड्डी सेल जहां आपके केंद्र में नाभिक है आप जो देखते हैं कि इन कोशिकाओं में अलग अलग फेनोटाइप हैं वे फेनोटाइपिकली अलग"Phenotypically distinct"हैं हालांक वे एक सामान्य MSC से उतरते हैं आप जानते हैं कि आपके पास MSC है जिससे वे उत्पन्न होते हैं तो मेसेंकाईमल स्टेम सेल अग्रदूतएक ही है और आपके पास इन कोशिकाओं में से प्रत्येक के लिए अलग अलग फेनोटाइप हैं दूसरे शब्दों में आकृति सेल प्रकार से सहसंबद्ध लगती है और इन सेल प्रकारों में से प्रत्येक में एक कार्य दिया जाता है तो यहाँ प्रश्न यह हो जाता है कि क्या यह संभव है कि कोशिकाओं का कार्य सीधे आकार से संबंधित है और निर्भरता की प्रकृति क्या है कि यह आकार कार्य निर्धारित करता है या कार्य आकार निर्धारित करता है यही सवाल पूछा जाना है इसलिए आमतौर पर हम हमेशा सोचते हैं कि जीनोटाइप फेनोटाइप को निर्धारित करता है लेकिन हालाँकि क्या यह संभव है कि फेनोटाइप को बदलकर आप स्टेम कोशिकाओं के कार्य को बदल सकते हैं हम hMSC hMSC भेदभाव मानव मेसेनकाइमल स्टेम सेल के संदर्भ में ऐसे ही एक पेपर पर चर्चा करेंगे ये सेल वसा या ऑडीपोस कोशिकाओं के साथ साथ ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थि कोशिकाओं में डिफरेंटशिएट होने के लिए जाने जाते हैं इसलिए अब इन प्रयोगों में एक हड़ताली अवलोकन यह है कि एक ऑस्टियोब्लास्ट बनाम एक वसा कोशिका में अंतर करने का निर्णय अक्सर सेल घनत्व पर निर्भर करता है घनत्व जिस पर इन कोशिकाओं को प्लेट किया जाता है ऐसा लगता है कि वंश में एक मजबूत सहसंबंध है जिससे ये कोशिकाएं डिफरेंटशिएट हो जाती हैं बेशक एक कल्पना करेंगे कि विकास कारक "Growth Factors" केवल वही चीजें है जो समग्र प्रतिक्रिया निर्धारित कर रहे है लेकिन इस भेदभाव के संबंध में सेल घनत्व और विकास कारकों के बीच संबंध क्या है क्या यह संभव है कि सेल घनत्व वास्तव में सेल आकार को प्रभावित करता है और और सेल आकार फिर डिफरेंटशिएशन की स्थिति को प्रभावित करता है हम कह रहे हैं कि यह फेनोटाइप है तो आप सेल घनत्व द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से फेनोटाइप को नियंत्रित कर रहे हैं और फिर यह फेनोटाइप वह है जो इस समग्र प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है लेखक ने जो शुरू किया वह यह था कि उन्होंने यह प्रयोग किया जिसमें आप कोशिकाओं को hMSCS में विभिन्न घनत्वों पर या तो 1000 कोशिकाओं प्रति सेंटीमीटर वर्ग या 25 गुना अधिक 25000 कोशिकाओं प्रति सेंटीमीटर वर्ग पर प्लेट किया और फिर उन्होंने एक और कारक भी जोड़ा जो कि आपकी घुलनशील कतार या वृद्धि कारक है उन्होंने ये प्रयोग एडिपोजेनिक मीडिया के संदर्भ में भी किए हैं जो आम तौर पर एडिपोसाइट्स या ओस्टियोजेनिक मीडिया में hMSCs के डिफरेंटशिएशन को प्रेरित करेगा जहां इस मीडिया में मौजूद रासायनिक पदार्थ ओस्टोजेनिक भेदभाव को प्रेरित करते हैं उन्होंने पाया कि जब वे इस कम घनत्व पर कोशिकाओं को चढ़ाते थे तो सभी कोशिकाएं ओस्टियोब्लास्ट में डिफरेंटशिएट हो जाती थीं और मीडिया को जोड़ने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसके विपरीत 25000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर वर्ग के सेल सीडिंग घनत्व पर आपको एडिपोसाइट्स में डिफरेंटशिएट होता है आप जो पाते हैं वह कम घनत्व पर समय के एक कार्य के रूप में आपको ओस्टियोब्लास्ट मिलता है कम घनत्व ओस्टियोब्लास्ट की ओर जाता है उच्च घनत्व एडिपोसाइट्स की ओर जाता है तो यह सुझाव देते हुए कि फिर से सेल प्लेटिंग घनत्व MSC भाग्य को प्रभावित करता है अगर हम सेल के आकार पर सीधे प्रभाव में सेल घनत्व के हमारे तर्क को देखें तो आप जो कुछ कर रहे हैं वे एक क्षेत्र में है आइए हम इस दिए गए बॉक्स प्लेट में एक ही सेल बनाम 10 कोशिकाओं को एक साथ इस बॉक्स में प्लेट दे आप क्या देखते हैं कि प्लेट किए गए कोशिकाओं के अप्रत्यक्ष परिणामों में से एक यह है कि एक उच्च घनत्व का मतलब होगा कि एकल कोशिका के प्रसार के लिए अनुमत क्षेत्र बहुत कम है और यह भी कि आपके सभी कोशिकाओं का प्रसार क्षेत्र यहाँ कम है और यहाँ कोशिकाओं का प्रसार क्षेत्र अधिक है ऊंचा है इसके अलावा आपके पास घटना है जिसको संपर्क अवरोध कहा जाता है और इस घटना में आपके पास कोशिका विभाजन होता है जब कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क करती हैं तो एक अर्थ में यह आपको दिखाता है कि घनत्व अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका आकार को प्रभावित करता है यह संभव है कि यह सेल आकार या सेल नाप है जो विभेदक प्रक्षेपवक्र की प्रकृति को निर्धारित करता है इसलिए इस विशेष प्रयोग से उस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से संभव हो सकता है कि जब आपके पास उच्च घनत्व हो विकास कारक और अन्य चीजें जो वे कोशिकाओं स्रावित करते हैं तो उनकी भूमिका हो सकती है और एक दूसरे को छूने वाली कोशिकाओं को भी इस डिफरेंटशिएशन में एक भूमिका निभानी पड़ सकती है तो सवाल यह है कि सेल आकार अकेले MSC भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं यह पूछने के लिए कि लेखक ने माइक्रो फैब्रिकेशन का उपयोग करके फिर से डुबकी लगाया उन्होंने माइक्रो फैब्रिकेशन का उपयोग किया है और आपके पास सतह के बैकग्राउंड में माइक्रो फैब्रिकेशन में आप पैटर्न कर सकते हैं तो आपने देखा है कि पहले फोकल आसंजनों के संदर्भ में माइक्रो फैब्रिकेशन है और आप इन द्वीपों को या तो बहुत छोटे डॉट्स के साथ पैटर्न कर सकते हैं या हम कह सकते हैं आप इस वर्ग पैटर्न को बड़े क्षेत्र के साथ बना सकते हैं ये क्षेत्र चिपकने वाले हैं और यह क्षेत्र गैर चिपकने वाला है उन्होंने जो कुछ बदला वह द्वीप का क्षेत्र था द्वीप क्षेत्र द्वीप का आकार था और क्षेत्र बदल दिया गया था इसलिए उन्होंने पाया कि जब वे द्वीप नाप में भिन्न किया तो यह द्वीप नाप है और हम कहते हैं कि यह y अक्ष डिफरेंटशिएशन की सीमा है आप यह देखते हैं कि लेखकों को द्वीप नाप में वृद्धि के साथ वे निम्नलिखित बातों का निरीक्षण किया यह ओस्टोजेनिक है और यह एडिपोजेनिक है द्वीप के नाप में वृद्धि ने छोटे द्वीप नाप पर अधिक प्रमुख एडोजेनिक डिफरेंटशिएशन के साथ की डिफरेंटशिएशन स्थिति को बदल दिया यह वातावरण अधिक होगा और यह पर्यावरण अधिक ओस्टोजेनिक होगा तो बड़ा द्वीप नाप अधिक ओस्टोजेनिक डिफरेंटशिएशन और कम आदिपोजेनिक विभेदन छोटे द्वीप का नाप अधिक एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन कम ऑस्टियोजेनिक डिफरेंटशिएशन अब जब वे कोशिकाओं को देखते थे अगर उन कोशिकाओं को देखते हैं जिनके पास में मजबूत तनाव तंतु होते हैं यदि कोशिकाएं ऑस्टियोजेनिक वंश में डिफरेंटशिएट हो जाती है और छोटे द्वीपों में एडिपोजेनिक के मामले में वहां स्ट्रेस फाइबर नहीं था फिर से तंतुओं के दसवें अधिक से अधिक मात्रा में सेल के सादृश्य में वापस जा रहा है अगर साइटोसस्केलेटल तनाव के स्तर को खींचना होगा तो यह कम है यह अधिक है तो फिर से आप तनाव और वंश डिफरेंटशिएशन के बीच यह संबंध है यदि तनाव कम है तो आपके पास एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन हैऔ रजब तनाव अधिक होता है तो आपके पास ऑस्टियोजेनिक डिफरेंटशिएशन होता है उन्होंने तब पूछा कि तनाव को कम करके डिफरेंटशिएशन की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है यह सवाल उन्होंने पूछा और जो फिर से उन्होंने पाया वह था कि पेरटब टेंशन का उपयोग करते हुए आपके पास ROCK है Rho Kinase सिग्नलिंग रास्तों में से एक है जो सीधे साइटोस्केलेटल टेंशन की मध्यस्थता करता है वे नियंत्रण की तुलना में ये पाए जाते हैं कि यदि जोड़े गए 2 ड्रॉप्स साइटो डी या Y27632Y27632 ROCK अवरोधक है और साइटो डी एक एक्टिन डिपोलीमराइजिंग एजंट है एक बार फिर से Adipogenic भेदभाव कम हुआ यह मेरा adipo भेदभाव है आप तनाव को कम करते हैं तो आपका ऑस्टियोजेनिक डिफरेंटशिएशन कम हो जाता है और यदि आप तनाव लोड करते हैं तो आप एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन बढ़ जाते हैं ये परिणाम बताते हैं कि MSC का भाग्य साइटोस्केलेटल तनाव पर निर्भर करता है तो इसके साथ मैं यहां रुक जाऊंगा आज हम जो चर्चा करते हैं उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हमने दिखाया कि स्टेम कोशिकाओं के मामले में मेसेंचिमल स्टेम कोशिकाओं में आकार या तनाव जैसी चीजों को अस्थिर करके आप अपने विभेदन मार्गों को अधिक मात्रा में तनाव के साथ अस्थिर कर सकते हैं जिससे ऑस्टियोजेनिक डिफरेंटशिएशन हो जाता है और तनाव कम हो जाने से आदिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन होता है और तनाव का यह बदलना भी सेल आकार को बदलने के साथ जुड़ा हुआ है तो कम तनाव के मामले में कोशिकाएं अधिक गोलाकार होती हैं उनमें बहुत अधिक साइटोस्केलेटन छंद नहीं होते हैं जब वे अत्यधिक तनावग्रस्त होते हैं आपके पास संरचनाएं होती हैं जो कि अधिक लम्बी होती हैं जिन्हें आप सेल के एक फैला हुआ कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जानते हैं ध्यान देने के लिए धन्यवाद